इस मॉड्यूल में आपका स्वागत है और यहाँ हम ऑपरेशनल एम्पलीफाएर्स के अनुप्रयोग को देखेंगे इसलिए तब तक हम पिछले व्याख्यानों में जो सीख रहे थे वह एक परिचालन एम्पलीफायर की विशेषताएँ थीं इसलिए जब हम विशेषताओं के बारे में बात करते हैं हमने इसके इनपुट प्रतिबाधा इसके आउटपुट इम्पीडेन्स और उच्च गेन सहित कई विशेषताओं को परिचालन एम्पलीफायर देखा है और फिर हमने देखा है कि कैसे ऑफसेट वोल्टेज प्रभाव में आता है इनपुट बायस करंट क्या है और फिर हमने देखा कि कैसे CMRR प्रभाव में आता है और वास्तव में CMRR क्या है और CMRR बहुत अधिक कैसे हो सकता है हमारे वांछित मूल्य के वास्तविक आउटपुट वोल्टेज को प्राप्त करना कैसे उपयोगी है और CMRR अत्यधिक उच्च होने पर हम सामान्य मोड वोल्टेज को कैसे कम कर सकते हैं हमने वह उदाहरण भी देखा है हमने यह भी देखा है कि हम परिचालन एम्पलीफायर का उपयोग कैसे कर सकते हैं और किस तरह के सर्किट का उपयोग हम ऑफसेट के प्रभाव को कम करने के लिए कर सकते हैं हम इस तरह के ऑफसेट की भरपाई कैसे कर सकते हैं कि हमारा आउटपुट वोल्टेज शून्य होगा इसका मतलब है जब हम दोनों टर्मिनल्स के लिए जमीन लागू करते हैं तो आउटपुट 0 होना चाहिए तो हम क्या कर सकते हैं इसलिए हमने सर्किट को देखा है जिसे हम टर्मिनल 1 और टर्मिनल 5 के बीच जोड़ सकते हैं एक पोटेंशियोमीटर और पोटेंशियोमीटर के मान को बदलकर हम आउटपुट वोल्टेज को 0 के बराबर कर पाएंगे फिर हमने इनपुट बायस करंट इनपुट ऑफसेट करंट के इनपुट प्रभाव को भी देखा है और हम उन्हें कैसे निर्धारित कर सकते हैं इनपुट ऑफसेट और इनपुट बायस करंट या इनपुट करंट जब आपको दी जाती हैं तो आप उन मूल्यों को कैसे निर्धारित कर सकते हैं इसलिए हम समझ गए हैं और हमने वर्चुअल ग्राउंड के बारे में भी देखा है वर्चुअल ग्राउंड की बहुत महत्वपूर्ण अवधारणा हमने भी देखी है अब इन सभी चीजों का उपयोग करते हुए जो हमारे मूल हैं हम ऑप एम्प्स का उपयोग करके विभिन्न कार्यों को कैसे लागू कर सकते हैं यह आज के व्याख्यान का विचार है तो यह व्याख्यान हमारा 10 वाँ व्याख्यान है और इसे कई मॉड्यूलों में विभाजित किया गया है इसलिए यह समझने में आपकी मदद करने के लिए कि ऑप एम्प सर्किट कैसे डिजाइन किए जा सकते हैं इसलिए जब आप परिचालन एम्पलीफायर सर्किट के बारे में बात करते हैं हमने क्या देखा है हमने देखा है कि परिचालन एम्पलीफायर सर्किट के कॉन्फ़िगरेशन में यूनिटी गेन एम्पलीफायर या यूनिटी गेन बफर से शुरू होने वाले कई अलग अलग अनुप्रयोग शामिल हैं तब हमने इनवर्टर एम्पलीफायर को देखा है फिर हम एम्पलीफायर और नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर को देखेंगे फिर हम एम्पलीफायर को देखेंगे हम इंटीग्रेटर को देखेंगे हम अलग अलग देखेंगे और यही नहीं कि हम फिल्टर भी देखेंगे इसलिए फ़िल्टर हमारे अगले व्याख्यान में शामिल होंगे इस विशेष व्याख्यान के लिए हम निम्नलिखित देखेंगे सबसे पहले एम्पलीफाएर्स हम कुछ समस्याएं लेंगे और हम इसे हल करने का प्रयास करेंगे तो हम समझते हैं कि हम ऑपरेशन एम्पलीफायर आधारित सर्किट कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं इसलिए कई प्रकार के सर्किट हैं हमें पहले एक को समझना शुरू करना चाहिए जो वोल्टेज अनुयायी सर्किट है इसलिए यदि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं जो हम देखते हैं वह गैर इनवर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन के आधार पर एक यूनिटी गेन बफर है इसका क्या मतलब है इसका मतलब है कि अगर हम नॉन इनवर्टिंग इनपुट पर वोल्टेज लगाते हैं और अगर हम इनवर्टिंग पर प्रतिक्रिया लागू करते हैं उत्पादन यहाँ इनवर्टिंग की प्रतिक्रिया है यह नॉन इनवर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन के आधार पर हमारी यूनिटी गेन बफर बन जाता है क्योंकि हम नॉन इनवर्टिंग एम्पलीफायर पर वोल्टेज लागू कर रहे हैं हमने इस एप्लिकेशन को पहले भी देखा है तो अगर मैं एक बराबर वोल्टेज एम्पलीफायर मॉडल बनाता हूं फिर मैं इसका उपयोग कैसे कर सकता हूं आप देख सकते हैं कि वोल्टेज अनुयायी का इनपुट प्रतिरोध अनंत है आउटपुट प्रतिरोध 0 है संकेतित एम्पलीफायर के वोल्टेज गेन को एकता गेन कहा जाता है एकता का अर्थ है क्या गेन 1 है इसलिए हमें गेन 1 के बराबर करना है हमारे पास 1 के बराबर एवो वोल्टेज गेन है बंद लूप का गेन सोर्स या भार की परवाह किए बिना एकता है तो यह हमारे संकेतित एम्पलीफायर है इसका उपयोग बफर इनपुट एम्पलीफायर के रूप में भी किया जाता है ताकि उच्च इनपुट इम्पीडेन्स के साथ एक सोर्स को कम आउटपुट इम्पीडेन्स लोड से जोड़ा जा सके क्यों क्योंकि संकेतित एम्पलीफायर में एक उच्च इनपुट इम्पीडेन्स है और इसमें कम आउटपुट इम्पीडेन्स है इसका मतलब है यह एक सोर्स से जुड़ा हो सकता है मान लीजिए कि सोर्स यह एक है जिसमें अत्यधिक उच्च इनपुट इम्पीडेन्स है तब हम यूनिटी गेन एम्पलीफायर को जोड़ सकते हैं और लोड में बहुत कम आउटपुट इम्पीडेन्स होगी तब हम यूनिटी गेन एम्पलीफायर को जोड़ सकते हैं यूनिटी गेन एम्पलीफायर का उपयोग अधिकतर एम्पलीफाइंग सर्किट में अंतिम फेज के रूप में भी किया जाता है क्योंकि यह एक वोल्टेज अनुयायी है और इसे किसी भी लोड से जोड़ा जा सकता है जो बहुत अधिक धारा खींचेग लेकिन इनपुट पर वोल्टेज आउटपुट पर समान होगा वोल्टेज का पालन करेंगे जो भी वोल्टेज इनपुट पर है वह आउटपुट पर फॉलो करेगा तो आउटपुट वोल्टेज इनपुट वोल्टेज का अनुसरण करता है यही कारण है कि इसे वोल्टेज फॉलोअर भी कहा जाता है गेन 1 है यही कारण है कि इसे यूनिटी गेन एम्पलीफायर भी कहा जाता है तो ये विशेष रूप से एक वोल्टेज अनुयायी के रूप में परिचालन एम्पलीफायर की विशेषताएं हैं इस तरह हम एक वोल्टेज फॉलोअर के रूप में परिचालन एम्पलीफायर का उपयोग कर सकते हैं अब आगे देखते हैं इनवर्टिंग एम्पलीफायर तो कैसे हम एक ऑप एम्प का उपयोग करके एक इनवर्टिंग एम्पलीफायर के एक सर्किट डिजाइन कर सकते हैं तो क्लोज़ लूप कॉन्फ़िगरेशन को बदलने के लिए R1 और R2 जैसे बाहरी घटक एक नज़दीकी लूप बनाते हैं यह एक बंद लूप बनाता है क्योंकि आप यहां RC फीडिंग कर रहे हैं और इनपुट सिग्नल इनवर्टिंग टर्मिनल से लगाया जाता है इसलिए हम इनवर्टिंग टर्मिनल पर इनपुट लागू कर रहे हैं तो तीन चीजों को हमें बाहरी घटकों R 1 और R 2 को समझना होगा जो एक बंद लूप बनाता है दूसरा आउटपुट इनवर्टिंग इनपुट को प्रतिपुष्टि किया जाता है और तीसरा यह है कि इनपुट सिग्नल इनवर्टिंग टर्मिनल पर लागू किया जाता है अब सर्किट में आभासी शॉर्ट को लागू करने के लिए आवश्यक स्थिति नकारात्मक प्रतिक्रिया और अनंत ओपन लूप गेन है ये आवश्यकताएं हैं ना तो अगर एक बंद लूप गेन होता है तो क्या होगा इसलिए क्लोज लूप G को Vo Vi के बराबर मिलता है जो कुछ भी नहीं है लेकिन माइनस R2 R1 है अगर आप यहां देखें इस बिंदु पर यह वर्चुअल आधार होगा हमने वर्चुअल ग्राउंड का कॉन्सेप्ट देखा है क्योंकि यह टर्मिनल ग्राउंडेड है हमारा इनवर्टिंग टर्मिनल ग्राउंडेड है इसी वजह से नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल का पॉइंट भी ग्राउंडेड माना जाएगा इसलिए अगर हमारे पास एक रेसिस्टर R 1 है और अगर हम एक वोल्टेज V1 लगाते हैं तो मेरे अवरोधक R1 से बहने वाली धारा I V1 R1 के अलावा और कुछ नहीं होगी इसी तरह अगर मैं R 2 के माध्यम से बहने वाले करंट को मापना चाहता हूं यह I1 के अलावा और कुछ नहीं होगा जो I1 के बराबर है जो V1 R1 के बराबर है तो आउटपुट वोल्टेज किसके बराबर होगा यह यहां 0 है यहाँ वोल्टेज 0 है क्योंकि यहाँ कुछ भी प्रवाहित नहीं होगा क्योंकि यह अनंत इनपुट इम्पीडेन्स या बहुत उच्च इनपुट इम्पीडेन्स का है और अंतर वोल्टेज भी 0 वोल्ट है इसलिए अगर मैं Vo को मापना चाहता हूं यह कुछ भी नहीं है लेकिन 0 V1 R1 R2 है तो Vo क्या होगा Vo माइनस R 2 R 1 के अलावा और कुछ नहीं होगा अब यदि आप अनंत अंतर गेन देखते हैं यह V2 V1 है यह कुछ नहीं बल्कि Vo A है जो 0 के अलावा कुछ नहीं है अनंत अंतर गेन 0 होगा अनंत अंतर गेन के कारण मान 0 है और हम जानते हैं कि इसमें अनंत इनपुट इम्पीडेन्स है इसका मतलब है I1 I2 0 फिर आपके पास 0 आउटपुट इम्पीडेन्स है इसका मतलब है कि आउटपुट वोल्टेज तो वोल्टेज गेन क्या है नकारात्मक इनपुट और आउटपुट सिग्नल फेज से बाहर हैं यह एक और अवधारणा है और हमने इस अवधारणा को देखा है जब आप फेज के बारे में बात करते हैं तो हमें देखते हैं फेज के बाहर कुछ भी नहीं है लेकिन जब हम इनपुट को इनवर्टिंग टर्मिनल पर लागू करते हैं जो यहां खत्म हो गया है यह इनवर्टिंग टर्मिनल इनपुट पर लागू किया जाता है आउटपुट को गुणा या इनपुट के प्रवर्धित संस्करण में किया जाएगा आउटपुट इनपुट का प्रवर्धित संस्करण होगा और यह प्रवर्धन R2 R1 के मान पर निर्भर करता है लेकिन क्या यह फेज में है या फेज से बाहर है इनवर्टिंग के मामले में आप देखेंगे कि आउटपुट बढ़ जाएगा लेकिन फेज के बाहर इसे बढ़ाया जाएगा लेकिन आम तौर पर फेज के बाहर 180 डिग्री यदि यह 0 डिग्री है तो यह फेज से 180 डिग्री बाहर है तो यह वही है जो यहां लिखा गया है कि इनपुट सिग्नल और आउटपुट सिग्नल फेज से बाहर हैं अगला बंद लूप गेन पूरी तरह से बाहरी निष्क्रिय घटकों पर निर्भर करता है क्यों क्योंकि हमारे पास R2 और R1 है तो यह बाहरी निष्क्रिय घटक है R1 रेसिस्टर है R2 रेसिस्टर है ये बाहरी रूप से Op amp से जुड़े होते हैं यही कारण है कि वे बाहरी निष्क्रिय घटक हैं और हमारा गेन यदि आप इस एम्पलीफायर को देखते हैं तो यह बंद लूप कॉन्फ़िगरेशन में है अब बंद लूप का गेन R2 और R1 के मूल्य पर निर्भर करता है और इसीलिए हम कह सकते हैं कि क्लोज़ लूप का गेन पूरी तरह से बाहरी निष्क्रिय घटकों पर निर्भर करता है सटीकता के लिए क्लोज़ लूप का एम्पलीफायर ट्रेड्स गेन इसका मतलब है कि यहाँ हमारे पास अत्यधिक उच्च गेन नहीं है लेकिन हम गेन को बदल सकते हैं और हम परिमित लेकिन सटीक बंद लूप गेन प्राप्त कर सकते हैं इसलिए सटीकता यहां बेहतर है लेकिन हमारे पास बंद लूप गेन है लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं होने की स्थिति में आपको अनंत गेन होगा यह इनवर्टिंग एम्पलीफायर है

उच्च इनपुट क्लोज लूप इम्पीडेन्स के लिए R 1 बड़ा होना चाहिए लेकिन पर्याप्त G प्रदान करने के लिए सीमित है इसका क्या मतलब है इसका मतलब यह है कि अगर मेरे पास AV है तो यहां के बराबर गेन क्या है R 2 R 1 क्या यह नहीं है और अगर मैं आउटपुट वोल्टेज Vo R2 R1 Vi कहूं अब हम यहां क्या कह रहे हैं उच्च इनपुट बंद लूप इम्पीडेन्स के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए हमारे पास R1 बहुत अधिक होना चाहिए इसलिए यदि R 1 अत्यंत उच्च है तब फिर क्या होगा आउटपुट इनपुट के समान होगा अगर R1 अनंत है या अनंत के करीब है तो हम कहें यह R2 R1 Vi मान बेहद छोटा होगा तो यह लिखा है कि यह पर्याप्त गेन प्रदान करने के लिए सीमित है हमें R 1 के बहुत अधिक मूल्य का उपयोग करना होगा लेकिन हमें यह भी समझना होगा कि हमारे एम्पलीफायर का गेन क्या है उदाहरण के लिए यदि मैं एम्पलीफायर के लिए 100 का गेन उठाना चाहता हूं फिर मुझे 100ohms के रूप में R2 की आवश्यकता है और R1 को 1ohm होना चाहिए तो अगर मेरे पास R 2 का गेन 100K और R1 के बराबर 1K है आप समझ सकते हैं तो यह इस गेन से सीमित है हालांकि यह अधिक चाहते हैं अगर मैं यहां 10K पसंद करता हूं तो गेन 100 नहीं होगा गेन 10 हो जाएगा क्योंकि गेन कुछ भी नहीं है लेकिन R2 R1 तो यह पर्याप्त गेन प्रदान करने के लिए सीमित है यह एक उदाहरण है जिसे हमने देखा है अब सामान्य तौर पर इनवर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन कम इनपुट इम्पीडेन्स से ग्रस्त है आप यहाँ देखेंगे क्योंकि यह R2 R1 है अगर मैं 100 का गेन उठाना चाहता हूं यदि R1 1K है अगर हम R2 का चयन 100 के बराबर करते हैं 1K बेहद छोटा है लेकिन वास्तव में हमारे पास R1 या इनपुट इम्पीडेन्स बेहद अधिक होनी चाहिए तो एम्पलीफायर को कम करने के मामले में कम इनपुट इम्पीडेन्स एक समस्या है या किसी अन्य मामले में एम्पलीफायर कॉन्फ़िगरेशन को प्रभावित करता है अगर कम इनपुट इम्पीडेन्स है आउटपुट इम्पीडेन्स 0 है वोल्टेज गेन शून्य या R 2 R 1 के अलावा और कुछ नहीं है आइए हम एक और उदाहरण देखें इसलिए इनवर्टिंग एम्पलीफायर में मूल सर्किट का गेन 40 DB तक बढ़ाया जाना है प्रतिरोधों के मूल्यों का पता लगाएं जैसा कि हमें रेसिस्टर का मान नहीं दिया गया है अब क्या दिया गया है कि हमें 40 DB या 32 DB तक गेन बढ़ाना है तो प्रतिरोधों का मूल्य क्या होगा यह सवाल है

अब हमें एक एम्पलीफायर का उदाहरण देखें तो एम्पलीफायर क्या है हमें सर्किट देखते हैं इसलिए जब आप सर्किट देखते हैं आपको क्या लगता है कि एक इनवर्टिंग एम्पलीफायर का उपयोग किया जाता है यदि आप स्क्रीन पर वापस आते हैं तो आप देखेंगे कि हम एक इनवर्टिंग एम्पलीफायर का उपयोग कर रहे हैं हमारे पास एक प्रतिक्रिया रेसिस्टर है लेकिन एक इनपुट रेसिस्टर के बजाय आपके पास तीन हैं आपके पास n इनपुट रेसिस्टर्स हो सकते हैं तो n निविष्टियाँ और आउटपुट सभी निविष्टियों का योग होगा तो आप ऐसा कैसे कर सकते हैं यह यहाँ पर लिखा है अगर आपको यह सर्किट दिया जाता है तो किरचॉफ़स करंट लॉ Kirchhoff's current law उपयोग करके हम क्या पा सकते हैं हम इन तीन मूल्यों को पा सकते हैं अर्थात् i1 i2 i3 इसका अर्थ है यह केवल योग प्रदान नहीं कर रहा है यह प्रवर्धन भी प्रदान कर रहा है और इसीलिए हम यह कहते हैं कि यह एक एम्पलीफायर है अब यहाँ आप बहुत आसानी से देख सकते हैं कि वर्चुअल ग्राउंड की अवधारणा यहाँ दिखाई देगी और यहाँ यह कुछ भी नहीं है क्योंकि नॉन इनवर्टिंग टर्मिनल ग्राउंडेड है इनवर्टिंग टर्मिनल पर वोल्टेज को 0 भी माना जाता है जो कि आपका वर्चुअल ग्राउंड है अब यदि आपको एक उदाहरण दिया जाता है जो आपके सामने यहाँ है यह उदाहरण एक समरूप एम्पलीफायर को डिजाइन करने के लिए है जैसा कि चित्र में दिखाया गया है कि यह एक विशिष्ट वोल्टेज का उत्पादन करता है जैसे कि Vo इसके बराबर होता है मान लें कि V1 यह है V2 यह है और फीडबैक रजिस्टर RF 10 किलो ओम मूल्य का है

इसलिए हमने इस विशेष मॉड्यूल में जो देखा है वह यह है कि हमने देखा है कि हम ऑपरेशन एम्पलीफायर का उपयोग कर सकते हैं इनवर्टिंग एम्पलीफायर के रूप में और फिर हमने कुछ समस्याओं को हल किया है फिर हमने एक एम्पलीफायर के रूप में परिचालन एम्पलीफायर को भी देखा है और हमने एक समस्या देखी है कि इसे एक योजक के रूप में या समर में या समरूप एम्पलीफायर के रूप में कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है अब अगले मॉड्यूल में आइए देखें कि हम ऑपरेशन एम्पलीफायर को गैर इनवर्टिंग एम्पलीफायर के रूप में कैसे उपयोग कर सकते हैं ऑप एम्प का उपयोग इनवर्टिंग नॉन इनवर्टिंग विभेदक इंटीग्रेटर समर के रूप में किया जा सकता है इसलिए हम अगले मॉड्यूल में कुछ अन्य सर्किट देखेंगे तब तक आप बस इस विशेष मॉड्यूल में जो सिखाया जा रहा है उसे देखें और मैं आपको अगले मॉड्यूल में ध्यान रखूंगा